चर्चा का अगला विषय कंपैरेटर होने जा रहा है जिस पल आप शीर्षक कंपैरेटर देखते हैं तो फिर आप जल्दी से महसूस करेंगे कि तुलना करने के लिए कुछ है तो क्या तुलना की जानी है ज्ञात मूल्य के लिए अज्ञात मूल्य जिसकी हम तुलना करते हैं और हम कुछ डेटा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो यह वही है जो हम इस विशेष व्याख्यान में इसके माध्यम से जानने जा रहे हैं इसलिए यहां कंपैरेटर की कार्यात्मक आवश्यकता होगी फिर कंपैरेटर का वर्गीकरण डायल गेज का वर्गीकरण तो हम मैकेनिकल भी देखेंगे फिर हम मैकेनिकल ऑप्टिकल mechanical optical भी देखेंगे फिर हम न्यूमेटिक और फिर इलेक्ट्रॉनिक भी देखेंगे और फिर हम इस अध्याय को पूरा करेंगे इसलिए हम डायल गेज डायल इंडिकेटर्स देखेंगे जो कि वर्कशॉप के साथ साथ टूल रूम में भी उपयोग किया जाता है फिर जॉन्सन्स मिक्रोकेटर फिर सिग्मा कंपैरेटर मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर लीनियर वैरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर ये भी कंपैरेटर हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर और न्यूमेटिक कंपैरेटर अध्याय अंत में या इस व्याख्यान के अंत में आप यह समझने और सराहना करने में सक्षम होंगे कि ये उपकरण कैसे काम कर रहे हैं सभी मापों को एक अज्ञात मात्रा की आवश्यकता होती है जिसे ज्ञात मानक मात्रा के साथ तुलना की जाती है दूसरी ओर कुछ उपकरणों में मानकों को उपकरण से अलग किया जाता है यह अज्ञात लंबाई की तुलना मानक के साथ करता है ऐसे माप को तुलना माप के रूप में जाना जाता है और उस तुलना को प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को एक कंपैरेटर कहा जाता है साधन कंपैरेटर है और हम जो करते हैं वह तुलनात्मक माप है इसलिए तुलनात्मक माप की सटीकता मुख्य रूप से 4 कारकों पर निर्भर करती है ये बहुत महत्वपूर्ण 4 कारक हैं पहले यह कंपैरेटर स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक की सटीकता पर निर्भर करता है यदि मानक स्वयं सही नहीं है या यदि कोई छोटी सी त्रुटि है तो आप इस कंपैरेटर पर जो भी सेट करते हैं वह त्रुटि के साथ होगा आधार डेटा प्लस वह त्रुटि और जब आप इसे मापेंगे तो हमेशा यह त्रुटि होगी कि यह आवर्धित होने वाला है और फिर आप डेटा देखते हैं और खासकर जब आप लीनियर करते हैं तो यह ठीक है हम इसे नियंत्रित करने में सक्षम हैं लेकिन जब यह एक कोण पर होता है तो यह बहुत मुश्किल होता है मानक की न्यूनतम गणना महत्वपूर्ण तुलना है कंपैरेटर की संवेदनशीलता संवेदनशीलता कितनी संवेदनशील है उदाहरण के लिए आप पांच बार कॉल करने वाले किसी व्यक्ति को कॉल करने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि आपने कॉल किया है इसलिए यह संवेदनशीलता है और दूसरी बात यह है कि संवेदनशीलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किस तरह से छोटे बदलाव को माप सकते हैं संवेदनशीलता के इस हिस्से के साथ आप इन दोनों को कितनी जल्दी माप सकते हैं फिर पैमाने पर पढ़ने की सटीकता ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें एक कंपैरेटर मैं देखा जाता है यह मूल आयाम या मास्टर सेट के संबंध में केवल आयामी अंतर देता है एक कंपैरेटर एक बुनियादी आयाम के संबंध में केवल एक आयामी अंतर देता है उदाहरण के लिए यदि आपके पास 20 ± 01 mm व्यास है जिसे मापा जाना है इसलिए सवाल यह है कि हम हमेशा इस 20 को क्यों मापना चाहते हैं हम केवल इस सहिष्णुता को मापेंगे जो अकेले विचलन है तो आपके पास एक डायल गेज हो सकता है जिसमें 0 है जो कि 0 सीमा है जो सकारात्मक 01 की कोशिश करता है और यह नकारात्मक 01 हो सकता है और आप मापने की कोशिश करते हैं यह एक डायल गेज है यह केंद्र मान है यह शून्य से यह सकारात्मक है तो आपको बस यह उपाय करना है इसलिए यह मूल सेटों के संबंध में केवल आयामी अंतर देता है ठीक है कंपैरेटर्स का उपयोग आमतौर पर रैखिक माप के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए यह क्लिप गेज तब होता है जब आप इसे स्टैक करते हैं और फिर आप एक अंतिम मानक बनाते हैं आपको बस अंतिम मानक की जांच करनी होगी जिसे आपने डायल गेज लगाया है इसे सभी के माध्यम से डायल करें या एक सतह प्लेट लें इसे उन दस स्थानों पर डायल करें जहां आपको विचलन मिलता है तो यह रैखिक माप का अधिक है वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न कंपैरेटर अलग उपायों को प्रवर्धित और रिकॉर्ड करने की उनकी विधि में मूल रूप से भिन्न हैं इसलिए जब आप किसी भी उपकरण के बारे में बात करते हैं जो मैंने शुरुआत में बताया था तो पहला माप है दूसरी बात डेटा का प्रदर्शन है तीसरी बात यह है कि इसे प्रवर्धित और प्रदर्शित किया जाना है और फिर चौथी बात यह है कि इसे दर्ज किया जाना है इसलिए अब जब हम किसी भी उपकरण को देखते हैं तो हम हमेशा इसकी कोशिश करते हैं यह सभी 4 डेटा देखने में सक्षम हो क्योंकि यह समय के संबंध में है समय के साथ भिन्नता आएगी जब हम डेटा data को मापने की कोशिश करते हैं कार्यात्मक आवश्यकता एक कंपैरेटर के पास उच्च स्तर की शुद्धता और सटीकता होनी चाहिए हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि सामान्य तुलना में माप प्रत्यक्ष माप की तुलना में बेहतर शुद्धता और सटीकता प्रदान करता है क्योंकि हम 20 ± 01 के बारे में चिंतित नहीं हैं हम इस २० के बारे में चिंतित नहीं हैं लेकिन केवल इस छोटे माप के बारे में चिंतित हैं तो यह छोटा माप आसानी से किया जा सकता है क्योंकि यह आवर्धित होगा और फिर आप माप लेने की कोशिश करेंगे इसलिए यह प्रत्यक्ष माप से बेहतर है एक तुलनात्मक माप यह मानक की न्यूनतम गणना और तुलना के लिए माध्य पर निर्भर है न्यूनतम गणना का मतलब है मान लें कि आप 20 ± 01 मिमी का शाफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप 01 की सहिष्णुता के लिए पूछ रहे हैं तो इस साधन के लिए कम से कम गणना इसके माप का दसवां हिस्सा होनी चाहिए कहने का मतलब है कि आपके पास डायल गेज के लिए एक उपकरण होना चाहिए जिसमें कम से कम 001 की न्यूनतम गणना हो तभी आप इस सहनशीलता में बदलाव को मापने की कोशिश कर सकते हैं आमतौर पर नियम कहता है कि सहिष्णुता का दसवां हिस्सा जो भी आपको दिया जाता है उसके पास आपके उपकरणों के लिए कम से कम गिनती होनी चाहिए यदि आपके पास यह नहीं है तो इस भिन्नता को मापना बहुत कठिन है वर्नियर कॉलिपर और माइक्रोमीटर जैसे प्रत्यक्ष माप उपकरणों में एक मानक बनाया गया है जिसके परिणामस्वरूप माप विस्थापन विधि द्वारा किया जाता है पैमाने रैखिक होना चाहिए और एक विस्तृत श्रृंखला होनी चाहिए कंपैरेटर यांत्रिक हो न्यूमेटिक हो यह विद्युत हो इसका अर्थ है कंपैरेटर के लिए स्रोत यह है कि यंत्र यांत्रिक पर काम कर सकता हो यांत्रिक का मतलब है कि यह स्प्रिंग के संबंध में काम कर सकता है आप कुछ लीवर का उपयोग करते हैं ताकि आप इसे दस गुना बढ़ा सकें या इसे दस गुना कम कर सकें दोनों संभव हैं इसलिए आम तौर पर हम आवर्धन करते हैं और फिर हमारे पास एक कॉइल स्प्रिंग या टॉर्जन स्प्रिंग होती है या ऐसा करने के लिए हमारे पास एक लीफ स्प्रिंग हो सकती है इसके बाद आप हवा के दबाव का उपयोग कर सकते हैं तो हवा के दबाव में अंतर का उपयोग कंपैरेटर को मापने के लिए किया जा सकता है फिर विद्युत को संकेत के प्रवर्धन के साधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है माप सीमा के भीतर रैखिक स्केल दिया जाना चाहिए इसलिए जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं मान लीजिए कि हम यह कहने की कोशिश करें कि यह वोल्टेज आउटपुट है और यह विस्थापन है प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से हो सकती है मैं इसे केवल प्रवर्धित कर रहा हूं तो प्रतिक्रिया रैखिक हो सकती है और फिर प्रतिक्रिया हो सकती है इस तरह नीचे गिर जाए ठीक है तो अब हम जो कह रहे हैं वह यह है कि जब भी आप किसी साधन का उपयोग करने की कोशिश करें तो रैखिकस्केल को देखें और इस सीमा में कंपैरेटर या उपकरण का उपयोग करने का प्रयास करें क्योंकि इस सीमा में आपके लिए इस वोल्टेज के विस्थापन के लिए एक समीकरण को परिभाषित करना आसान है यहां आप अभी भी लिख सकते हैं लेकिन आपके पास त्रुटि भी होंगी यहां यह बहुत आसान होगा कि हम मापने की सीमा के भीतर रैखिक स्केल को रखने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है कंपैरेटर को उच्च प्रवर्धन की आवश्यकता होती है यह इनपुट में परिवर्तन को बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए ताकि रीडिंग को सही तरीके से लिया और रिकॉर्ड किया जा सके यदि प्रणाली जिसके परिणामस्वरूप इनपुट संकेतों में छोटे बदलावों को महसूस करने में असमर्थ हो तो इस पर जोर पड़ता है इसलिए इनपुट आउटपुट बीच समझौता करना होगा इसलिए यदि इनपुट में बहुत कम परिवर्तन होता है और आपके पास बहुत संवेदनशील आउटपुट है तो यह एक बेमेल हो जाता है सिस्टम पर इस इनपुट लोड के परिणामस्वरूप इनपुट सिग्नल में एक छोटे से बदलाव को महसूस करने में असमर्थ है बहुत संवेदनशील है इसलिए यह आपको बहुत अधिक संकेत और नाइस देने की कोशिश करेगा इसलिए जब आप इसे विद्युत में उपयोग करने का प्रयास करते हैं तो यह एक संकेत प्राप्त करेगा और फिर आपको एक और चीज भी मिलेगा जिसे नाइस कहा जाता है और यदि यह बहुत संवेदनशील है तो नाइस संकेत पर हावी हो जाता है और यदि इनपुट छोटा होता है तो आपके लिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है अंतिम कार्यात्मक आवश्यकता यह है कि आपके पास यांत्रिक प्रणाली में लिंकेज की अधिक संख्या का उपयोग और विद्युत प्रणाली के संदर्भ में अधिक विस्तृत सर्किट की आवश्यकता होती है जब हम प्रवर्धन करने की कोशिश करते हैं तो लिंक की यह संख्या आपको त्रुटि के लिए भी ले जा सकती है हमें सावधान रहना चाहिए कंपैरेटर का वर्गीकरण हम तुलना के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों के आधार पर यांत्रिक उपकरण और विद्युत उपकरण में कंपैरेटर को वर्गीकृत कर सकते हैं हाल के दिनों में इंजीनियर कम और उच्च प्रवर्धन तुलना कर्ताओं के रूप में कंपैरेटर को वर्गीकृत करना पसंद करते हैं जो इन उपकरणों के पीछे प्रौद्योगिकी के परिष्कार को भी दर्शाता है तो उन्हें मैकेनिकल कंपैरेटर मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर वायवीय कंपैरेटर और अंत में प्रोजेक्शन कंपैरेटर और मल्टी चेक कंपैरेटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो ये वर्गीकरण हैं जो माप को मापने और रिकॉर्ड करने के सिद्धांत पर किए जाते हैं डायल गेज जो अब हम यांत्रिक कंपैरेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो यांत्रिक कंपैरेटर डायल गेज डायल गेज संकेतक या एक डायल गेज सबसे सरल और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले कंपैरेटर में से एक है यह मुख्य रूप से एक मास्टर को वर्कपीस से तुलना करता था एक डायल गेज की मूल विशेषता एक बॉडी के साथ गोलाकार स्नातक की उपाधि वाली डायल गियर ट्रेन से जुड़ा एक संपर्क बिंदु और एक संकेत हैंड है जो सीधे संपर्क बिंदु के रैखिक विस्थापन को इंगित करता है आइए हम चित्र देखते हैं तो यह चित्र है तो आपके पास एक प्लंजर है जो गतिविधि करता है अब एक स्प्रिंग है जो G से लगी है और हम इस कॉइल स्प्रिंग पॉइंटर को विस्थापन करने का प्रयास करेंगे जो डायल गेज पर प्रदर्शित होता है एक डायल इंडिकेटर में संपर्क बिंदु एक विनिमेय प्रकार का है और माप को बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करता है तो संपर्क बिंदु जो एक डायल गेज में वर्कपीस को छूता है एक विनिमेय प्रकार का है यह एक माउंटिंग और विभिन्न प्रकार के कठोर रगड़ प्रतिरोधी सामग्री के रूप में उपलब्ध है कॉन्टैक्ट टिप पर हीट ट्रीटेड स्टील बोरॉन कार्बाइड नीलम और डायमंड का भी इस्तेमाल किया जाता है प्लंजर और स्पिंडल आमतौर पर एक होते हैं रैक के निचले भाग से जुड़ी धुरा मूल संवेदन अंश है तो धुरी कहाँ है रैक के नीचे से जुड़ी हुई धुरी तो यहाँ रैक है यहीं पिनियन है इसलिए जब आप धक्का देते हैं तो यह रैक चलता है फिर पिनियन चलता है तो पिनियन में अगर आपके पास पॉइंटर है तो पॉइंटर भी चलता है एक कॉइल स्प्रिंग माप के घूमने का प्रतिरोध करती है और जिससे आवश्यक गेजिंग दबाव पैदा होता है इसलिए जब यह ऊपर जाता है तो स्वचालित रूप से चलता है और अगर यह वहां रुकता है तो इसका कोई मतलब नहीं है तो इस ऊपर की चाल के लिए एक प्रतिरोध दिया जाता है इसलिए हम एक कॉइल स्प्रिंग का उपयोग करते हैं इस प्रकार गेजिंग दबाव के प्रवर्धन को तकनीशियन के लिए छोड़ने के बजाय तंत्र में बनाया गया है यह प्रत्येक माप के बाद तंत्र को रेस्ट 'स्थिति में भी लौटा सकता है क्योंकि इसमें कॉइल स्प्रिंग लगा हुआ है प्लनजर में एक रैक होता है जो एक गियर आकृति में चिह्नित गियर A के साथ मेष करता है तो यह वह आकृति है जो गियर के आकृति में A चिह्नित है रैक गाइड प्लनजर को अपने स्वयं के अक्ष में घूमने से रोकता है प्लनजर के थोड़ा सा हिलने से रैक गियर A को चलाता है इसलिए यदि आप गियर A पर जाते हैं जब एक बड़ा गियर B उसी धुरा पर लगाया जाता है गियर A उसी राशि से घूमता है और गति C में स्थानांतरित करता है यह गियर ऊपर और नीचे चलता रहता है तो यह पीओटेट है यह गियर भी उसी बिंदु पर पीओटेट है तो जब A घूमता है B भी घूमता है अब जब B घूमता है C भी घूमता है जब C घूमता है तो D भी घूमता है और D बदले में E को घुमाता है तो एक बड़े गियर B को एक ही धुरा पर लगाया जाता है क्योंकि गियर A थोड़ी मात्रा में घूमता है और गति को C तक पहुंचाता है गियर C के साथ एक और गियर है जो गियर D है गियर D से E जुड़ा हुआ है गियर F उसी धुरा पर लगाया जाता है सूचक बिंदु के रूप में तो कुल मिलाकर गियर ट्रेन A B C D E में प्राप्त आवर्धन जहाँ TD TE TB और TC गियर्स D E B and C पर दांतों की संख्या है तो यह सब गियर अनुपात है इसलिए यदि आप पूर्ण आवर्धन निकालने की कोशिश करते हैं तो यह D और E के बीच गा यदि आप D और E के आंकड़े पर वापस जाते हैं तो DE एक सेट है फिर अगला सेट BC है जो एक और सेट है तो ये दो सेट हैं इसलिए हम इसके आधार पर प्रवर्धन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं इसलिए मैंने इस आकृति को समझाया है यहां एक प्लनजर है इस गियर को घुमाता है फिर यह गियर घूमता है फिर E घूमता है जो कि यह F के माध्यम से कॉइल स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है तो संपर्क बिंदु डायल संकेतक बहुमुखी उपकरण हैं क्योंकि उनका समन्वायोजन कई तरीकों से किया जा सकता है संपर्क बिंदु की विनिमेयता से इसे विभिन्न मपो के लिए उपयोग किया जा सकता है तो नोक को बदला जा सकता है आपके पास एक गोलाकार नोक हो सकती है आपके पास एक सपाट नोक हो सकती है आपके पास एक नोक हो सकती है जो एक प्लनजर की तरह हो और आपके पास कई नोक हो सकते हैं मानक या एक गोलाकार संपर्क सबसे पसंदीदा है क्योंकि सतह पर मौजूद बिंदु संपर्क चाहे वह समतल हो या न हो हम यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हमारे पास एक परिपत्र संपर्क है तो संपर्क बिंदु एकल बिंदु होता है तो बटन प्रकार के संपर्क बिंदुओं का उपयोग किया जा सकता है यदि छोटे घटकों के हल्के संपर्क दबाव का उपयोग किया जाता है शुरू करने के लिए इन संकेतकों को ऊपर ले जाया जाता है और मानक को संदर्भ सतह पर रखा जाता है संकेतक धुरा मापने के दौरान सतह के संपर्क में नहीं लाना है इसलिए पहले हमएक डायल रखते हैं उदाहरण के लिए एक स्टैंड होता है फिर हम इन सभी मानक मापों को इस पर रखते हैं जो भी हो इस स्टैंड पर हम एक डायल गेज को माउंट करते हैं शुरू करने के लिए संकेतक को ऊपर ले जाया जाता है और मानक को संदर्भ सतह पर रखा जाता है जबकि यह सुनिश्चित करना है कि संकेतक का धुरा मानक के संपर्क में न आता हो इसके बाद स्टैंड क्लैम्प को ढीला कर दिया जाता है और संकेतक धुरा को मानक की सतह पर धीरे से नीचे उतारा जाता है जैसे कि धुरा दिए गए आवश्यक गेज दबाव में होता है फिर स्टैंड क्लैंप को कसकर संकेतक को स्थिति में रखा जाता है बेज़ल क्लैंप को ढीला कर दिया जाता है बेज़ेल को घुमाया जाता है और रीडिंग शून्य पर सेट की जाती है तो अब यहां वह रीडिंग है जो शून्य पर सेट है एक डायल इंडिकेटर को एक आयाम पर सेट किया जाना चाहिए जो कि प्रसार के केंद्र में लगभग होता है जिस पर वास्तविक वस्तु का आकार विविध होता है तो डायल इंडिकेटर एक नाजुक उपकरण है क्योंकि पतली धुरा में आसानी से नुकसानहो सकता है तो उपयोगकर्ता को वर्कपीस की सतह के साथ अचानक संपर्क से बचना चाहिए संपर्क बिंदुओं को ज्यादा कसना कोई भी तेज गिरावट या झटका संपर्क बिंदु को नुकसान पहुंचा सकता है इसे मापने और डायल करने के लिए मानक संदर्भ सतहों का उपयोग किया जाना चाहिए डायल संकेतक रखा जाना चाहिए उपयोग करने से पहले और बाद में अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए डायल गेज का आवधिक अंशांकन करना होगा यहां डायल गेज प्रकार इंडिकेटर समाप्त होता हैं तो आगे हम जोहानसन मिक्रोकेटर देखेंगे इस प्रकार के कंपैरेटर का मूल तत्व एक हल्का सूचक होता है जो कांच से बना होता है जो पतली मुड़ी हुई धातु की स्प्रिंग से लगा होता है हम में से अधिकांश बचपन के दौरान एक धागे पर बटन को घुमाने वाले साधारण खिलौने से परिचित होंगे यहां उसी अवधारणा का उपयोग जोहानसन मिक्रोकेटर द्वारा किया जाता है इस कंपैरेटर को विकसित करने वाले एच अब्रामसन H Abramson के बाद मूल सिद्धांत को अब्रामसन मोमेंट के रूप में भी जाना जाता है यह ट्विस्टेड स्प्रिंग है यह सूचक है यह ट्विस्टेड स्ट्रिंग है जो वहां है और यह एक बेल क्रैंक लीवर है तो यह एक प्लनजर से जुड़ा हुआ कैंटीलिवर स्ट्रिप है तो यह मूल रूप से पकड़ने के लिए है और यहां जब इसे ऊपर ले जाया जाता है तो खिंच जाता है तो यहां एक विक्षेपण हो रहा है जो कि इस निश्चित कैंटीलिवर स्ट्रिप के विरुद्ध है ठीक है एक पतली धातु की पट्टी के दो हिस्से जिसमें हल्का सूचक होता है विपरीत दिशाओं में मुड़े होते हैं इसलिए स्ट्रिंग पर किसी तरह का भी तनाव प्वाइंटर को घुमाता है हम आसानी से प्रवर्धन की डिग्री के साथ लंबाई और पट्टी की चौड़ाई के संबंध को देख सकते ह इस प्रकार जहां मिक्रोकेटर का प्रवर्धन है l धातु की पट्टी की लंबाई तटस्थ अक्ष ई दिशा में n धातु पट्टी पर घुमावों की संख्या है और w धातु पट्टी की चौड़ाई ह इसके साथ हम यह देखने की कोशिश कर सकते हैं कि यह जोहानसन मिक्रोकेटर पर प्रवर्धन क्या होता है तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं ठीक है पॉइंटर घूमता है हम यही कहते हैं इसलिए स्ट्रिंग पर किसी तरह का भी तनाव से सूचक घूमता है तो अगले कंपैरेटर को सिग्मा कंपैरेटर कहा जाता है सिग्मा को यूएसए में सिग्मा इंस्ट्रूमेंट कंपनी द्वारा विकसित किया गया था प्लंजर के रैखिक विस्थापन को एक अंशांकित पैमाने पर सूचक के घूमने पर स्थानांतरित किया जाता है यह सिग्मा कंपैरेटर है तो यह प्लनजर है तो यहां उपकरण लगा सकते है इसलिए जब इसे धक्का दिया जाता है तो यह बांह भी क्रिया करती है तो इसके क्रिया करने से आप यहां देख सकते हैं कि इस जगह परगतिविधि होती है और फिर अंत में पॉइंटर इस तरह से चलता है इस तरह से यहां पॉइंटर जुड़ गया है ठीक है तो यह एक बैंड से जुड़ा हुआ है और यह बैंड बदले में एक निश्चित बिंदु से जुड़ा हुआ है और यहां गतिविधि से प्लंजर चलता है यह नाइफ एज भी चलती है तो नाइफ एज से हम इसे दूसरे बिंदुओं पर स्थानांतरित करते हैं प्लनजर एक संवेदनशील हिस्सा है जो वर्कपीस के संपर्क में है यह एक स्लिट वॉशर पर चलता है जिसका उपयोग प्लंजर गतिविधि को निर्देशित करने के लिए किया जाता है जो घर्षण रहित रैखिक गतिविधि प्रदान करता है और प्लंजर को अपने अक्ष में घूमने से भी रोकता है इस यंत्र का आवर्धन दो चरणों में प्राप्त होता है • पहले चरण में यदि Y बांह की प्रभावी लंबाई L है और काज से नाइफ एज की धुरी की दूरी x है तब आवर्धन x है तो यह L है और यह x है 2 सूचक लंबाई R और एक ड्राइविंग ड्रम त्रिज्या r संबंध में आवर्धन का दूसरा चरण प्राप्त किया जाता है यहां आवर्धन Rr है तो समग्र आवर्धन हो जाता है तोयह सब माप को बढ़ाने के लिए करते हैं ताकि प्रतिक्रिया मिल पाए आप 10 गुना प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं आप 100 गुना भी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं अगला कंपैरेटर मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटरहै जिसे कुकके ऑप्टिकल कंपैरेटर Cooke's Optical Comparator भी कहा जाता है जैसा कि कंपैरेटर का नाम ही बताता है इसमें एक यांत्रिक भाग के साथ साथ एक ऑप्टिकल भाग भी है एक मापने वाले प्लंजर के छोटे विस्थापन को प्रवर्धित किया जाता है एक लीवर तंत्र द्वारा जो कि एक बिंदु पर पायवोटेड होता है है प्लंजर स्प्रिंग मे तनाव के कारण यह वर्कपीस पर एक नीचे की ओर बल देता है उदाहरण के लिए यहाँ हम वर्कपीस रखते हैं ठीक है तो यह एक प्लंजर है जो बदले में इस लीवर को स्थानांतरित करने की कोशिश करता है इसलिए यह लीवर इस दर्पण को यहां स्थानांतरित करने की कोशिश करता है इसे यहां पर पायवोटेड किया गया है तो यह घूम सकता है तो फिर एक प्रकाश स्रोत एक कंडेनसर एक प्रोजेक्टर द्वारा सतह पर पड़ता है और फिर यह एक पैमाने पर परिलक्षित होता है और फिर हम मूल्य को मापने की कोशिश करते हैं ठीक है तो यह वर्कपीस है जिसे एक प्लंजर पर रखा जाता है प्लंजर को यहाँ पर पायवोटेड किया जाता है इस प्लंजर के दूसरे सिरे को दर्पण से जोड़ा जाता है इसलिए जब प्लंजर नीचे जाता है तो यह ऊपर जाता है इसलिए जैसे ही यह ऊपर जाता है दर्पण कोण में बदलाव होता है तो यह इस तरह से आगे बढ़ सकता है तो यह धुरी बिंदु है तो प्रकाश स्रोत ऑप्टिकल सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम को एक साथ हम ऑप्टिकल कंपैरेटर कहते है • यांत्रिक प्रवर्धन • ऑप्टिकल प्रवर्धन 2 × तो गुणन कारक दोगुना ऑप्टिकल प्रवर्धन कहते हैं क्योंकि यदि दर्पण कोण θ ° से झुका हुआ है तो छवि पैमाने पर कोण 2θ ° से झुकी हुई है इस प्रकार प्रणाली का समग्र आवर्धन होता है 2 × प्लंजर के नीचे रेफरेंस गेज डालकर स्केल को 0 पर किया गया है प्रवर्धित यांत्रिक गति को साधारण दर्पण परावर्तक के झुकाव के कारण ऑप्टिकल प्रणाली द्वारा इसे दोबारा प्रवर्धित किया जाता है प्रकाश का एक संघनित किरण एक सूचकांक से गुजरता है जिसमें आम तौर पर क्रॉस तारों का एक समूह शामिल होता है इसलिए क्रॉस तारों की छवि को मापा जाता है और हम प्रवर्धन लेने की कोशिश करते हैं हम एक छोटे से प्रश्न का हल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं यदि l1 का मान l2 का मान l3 का मान दिया जाता है और l4 का मान दिया जाता है फिर इकाइयों में कुल समग्र आवर्धन का पता लगाएं हल इस प्रणाली में यांत्रिक प्रवर्धन ऑप्टिकल प्रवर्धन 2 × इसे 2 से गुणा किया जाता है क्योंकि यदि दर्पण कोण δθ से झुका हुआ है तो छवि 2 × δθ से झुकी होगी इस प्रकार इस प्रणाली का समग्र आवर्धन 2 × तो दो बार क्यों है यह δθ के साथ 2 है बहुत छोटे कोण विस्थापन के साथ हम इसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं अगला ऑप्टिकल प्रोजेक्टर है ऑप्टिकल प्रोजेक्टर एक बहुमुखी प्रोजेक्टर है जो व्यापक रूप से निरीक्षण प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है यह अनिवार्य रूप से टूल रूम अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको पहले व्याख्यान कार्य में ओ रिंग के लिए एक उदाहरण दिया है यदि आपको याद है कि मैंने आपको ओ रिंग के व्यास को मापने के लिए ओ रिंग का उदाहरण दिया था इसलिए ऑप्टिकल प्रक्षेपण ओ रिंग आयामों को मापने के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है क्योंकि सामग्री लोचदार है जिस क्षण आप एक उपकरण को धक्का या स्पर्श करते हैं वह विक्षेप या विचलन करने वाला होता है तो ऑप्टिकल प्रोजेक्शन वह तकनीक है जिसके लिए इसका उपयोग किया जाता है जिसमें माप की सुविधा के लिए स्क्रीन पर वर्कपीस की दो आयामी आवर्धित छवि होती है तो आपके पास एक ओ रिंग हो सकता है इस पर ऑप्टिकली आवर्धन हो सकता है 20 गुना 200 गुना और आप एक बहुत बड़ी छवि को देखने की कोशिश करते हैं लेकिन अब भी सबसे बड़ी चुनौती एक ओ रिंग पर है मान लें कि अगर ओ रिंग पर दरार है तो यह दरार ऑप्टिकल प्रोजेक्टर द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि ऑप्टिकल प्रोजेक्टर इन आयामों को केवल प्रोजेक्ट करता है लेकिन सतह पर अगर कोई दरार है तो इस तकनीक का उपयोग नहीं किया जा सकता है ठीक है इसमें 3 मुख्य तत्व शामिल हैं प्रोजेक्टर स्वयं में एक प्रकाश स्रोत और लेंस का सेट होता है जिसके अंदर एक वर्किंग टेबल होती है जिसमें वर्कपीस और फिर चार्ट के बिना एक पारदर्शी स्क्रीन होती है तो यह एक ओ रिंग है और पारदर्शी स्क्रीन कुछ इस तरह होगी इसलिए यदि आप एक पारदर्शी स्क्रीन देखते हैं तो इसे आप क्रमिक पाएंगे तो सबसे पसंदीदा प्रकाश स्रोत टंगस्टन फिलामेंट लाइट्स है हालांकि पारा और क्सीनन दीपक के माध्यम से किरण आ रही है कोलाइमर लैंस पूरे वर्कपीस की कवरेज प्रदान करने के लिए प्रकाश किरणों को एक समानांतर किरण में पर्याप्त रूप से पुनः अनुकूल करेगा क्योंकि यदि आप किसी वस्तु को प्रोजेक्ट करने का प्रयास करते हैं और आपको वस्तु के पूर्ण आयाम या पूर्ण विशेषताओं को देखना है तो हम उपयोग करते हैं एक कोलेमेटर लेंस तो यह क्या करता है यह पूरे वर्कपीस की कवरेज प्रदान करने के लिए व्यास में काफी ऊपर एक समानांतर किरण में प्रकाश के ऊपर केंद्रित होता है तो इस तरह से ऑप्टिकल प्रोजेक्टर काम करता है चर्चा का अगला विषय विद्युत कंपैरेटर होने जा रहा है विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर व्यापक रेंज में उपयोग होते हैं क्योंकि इनपुट को प्रवर्धित करने में उनकी तात्कालिक प्रतिक्रिया और सुविधा होती है देखिए इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धन बहुत आसान है और यह यांत्रिक की तुलना में बहुत विश्वसनीय है क्योंकि यांत्रिक में रगड़ और खिंचाव होने का खतरा होता है विशेष रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर 105 1 के क्रम के एक असाधारण उच्च वृद्धि को आसानी से प्राप्त कर सकता है जो कि यांत्रिक में संभव नहीं है इसलिए यांत्रिक में यदि आप उच्च मात्रा में इतनी वृद्धि करना चाहते हैं तो हम इसे चरणों में करते हैं इसलिए यदि आप उस चर्चा को याद करते हैं जब हमने डायल गेज के बारे में चर्चा की तो हमने कहा कि कई लीवर तंत्र का उपयोग करते हुए हम वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अगर तंत्र में से एक में कोई त्रुटि है तो यह आगे बढ़ जाता है और आपको जो पढ़ना है वह सही नहीं है तो यह डायल गेज के साथ समस्या है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में आप आसानी से बहुत उच्च आवर्धन के लिए जा सकते हैं विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर मुख्य रूप से आवर्धन और आउटपुट के संबंध में भिन्न होते हैं दोनों मापा के लिए यांत्रिक संपर्क पर निर्भर करते हैं लेकिन अंत में यहां केवल प्रदर्शन के जरिए आउटपुट लिया जाता है लेकिन यांत्रिक संपर्क हमेशा उपयोग किया जाता है विद्युत कंपैरेटर आमतौर पर व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर निर्भर करते हैं यह हमने बुनियादी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम माप के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत का अध्ययन किया है दोनों भुजाओं पर प्रत्येक में 4 प्रतिरोधक युक्त एक डीसी सर्किट संतुलित होता है जब दोनों भुजाओं में प्रतिरोध का अनुपात बराबर होता है तो यह वेटस्टोन ब्रिज सिद्धांत के अलावा और कुछ नहीं है तो हम इस वेटस्टोन ब्रिज सिद्धांत का उपयोग आम तौर पर विद्युत कंपैरेटर में एक प्लनजर में करते हैं इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि यांत्रिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है और फिर हम इसे एक विद्युत प्रणाली से जोड़ देते हैं प्लनजर संवेदनशील हिस्सा है जिससे एक आर्मेचर संचालित होता है जो कि कॉइल की एक जोड़ी के अंदर होता है तो यहां यांत्रिक सिग्नल को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है आर्मेचर की गति दो कॉइल्स में इंडक्शन में बदलाव का कारण बनती है जिसके परिणामस्वरूप इंडक्शन में परिवर्तन होता है और इंडक्शन में यह बदलाव ब्रिज सर्किट में असंतुलन लाता है जिसके परिणामस्वरूप आउटपुट होता है तो विद्युत कंपैरेटर का मूल सिद्धांत व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर काम करता है तो यह विद्युत कंपैरेटर है आपके पास एक यांत्रिक प्लनजर है इसलिए जब आपके पास एक लंबी बांह या एक लंबा शाफ्ट होता है तो आपको हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह कई स्थानों पर समर्थित है और प्लनजर अपनी धुरी से विचलित नहीं होता है ठीक है तो यह वही है जो आप पिछले सभी कंपैरेटर में देखते हैं तो यहाँ हमारे पास एक स्लिट डायफ्राम है यह केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि यह एक सीधी रेखा के साथ जाता है तो फिर यहां यह चलता है फिर यह इस को धकेलने की कोशिश कर रहा है फिर यह आर्मेचर इस तरह से आगे बढ़ सकता है या यह विस्थापन के आधार पर इस तरह आगे बढ़ सकता है जो आप देते हैं तो इसके आधार पर एक विक्षेपण होता है जो कि बदले में व्हीटस्टोन पुल से जुड़ा होता है फिर हम माप को मापने की कोशिश करते हैं LVDT एक AC करंट प्रदान करता है इसलिए यहाँ हमने DC के बारे में बात की है कि अगला LVDT है जो कि लीनियर वैरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर के अलावा और कुछ नहीं है यह विद्युत वाइंडिंग electrical windings की एक जोड़ी के संबंध में एक ट्रांसफार्मर कोर के सापेक्ष विस्थापन के लिए AC एसी वोल्टेज आउटपुट प्रदान करता है इसलिए यह देखें कि यह आपके और बाय और है इसलिए यदि आप कुछ बदलाव करते है तो आर्मेचर इस दिशा में ऊपर और नीचे कर सकता है या यह विचलन कर सकता है LVDT विस्थापन के लिए है यह उच्च स्तर की प्रवर्धन प्रदान करता है और यह बहुत लोकप्रिय है और इसका उपयोग करना आसान है इसके अलावा यह एक गैर संपर्क प्रकार का उपकरण है जहां प्लनजर और संवेदन तत्व के बीच कोई शारीरिक संपर्क नहीं है परिणामस्वरूप घर्षण से बचा जाता है जिसके परिणामस्वरूप बेहतर सटीकता और तुलनित्र और लंबा समय तक चलता है इसे छोटे बक्से में आसानी से पैक किया जा सकता है एक LVDT कई कॉइल के क्षेत्र के भीतर एक कोर के गतिविधि विस्थापन के लिए आनुपातिक उत्पादन करता है कोर की गति म्यूच्यूअल इंडक्शन को बदलती है जैसा कि मैंने आपको वेटस्टोन ब्रिज में बताया था इंडक्शन में परिवर्तन प्राथमिक कॉइल से द्वितीयक कॉइल तक प्रेरित वोल्टेज निर्धारित करता है चूंकि द्वितीयक कॉइल श्रृंखला में हैं एक अंतर आउटपुट परिणाम देता है और कोर की स्थिति देता है आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न होता है जब कोर नल के दोनों ओर चलता है सैद्धांतिक रूप से आउटपुट वोल्टेज परिमाण समान कोर विस्थापन के लिए बराबर होता हैं तो ऐसे एक LVDT काम करता है वोल्टेज आप देते हैं हैं और यह आउट वोल्टेज है तो ये ट्रांसफार्मर हैं ठीक है तो यह एक आर्मेचर है जब यह ऊपर जाता है या जब यह नीचे जाता है तो आप देख सकते हैं कि विस्थापन परिवर्तन होता है और यह वोल्टेज आउटपुट बदलाव होता है तो आप यहाँ वोल्टेज आउटपुट देखते हैं और यहाँ फिर से यह इन दो ट्रांसफार्मर के बीच है यह हमेशा एक अशक्त प्रदर्शित करने की कोशिश करता है और जब यह ऊपर की ओर बढ़ता है तो आपको वोल्टेज में बदलाव दिखाई देता है तो ऐसे लीनियर वैरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर काम करता है और यहां विस्थापन कुछ माइक्रोन से हो सकता है यह कुछ मिलीमीटर तक जा सकता है यह अपने आप में बहुत बड़ा है कुछ मिलीमीटर यह माप सकता है लेकिन हम कम संवेदनशीलता में अधिक रुचि रखते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉनिक गेज अधिक सटीक और विश्वसनीय हैं जिसे इन्हें कई अनुप्रयोगों में लिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर के लाभ • उच्च सटीकता और विश्वसनीयता • सभी श्रेणियों में उच्च संवेदनशीलता • प्रतिक्रिया की उच्च गति • कई प्रवर्धन श्रेणियों के लिए आसान प्रावधान • बहुमुखी प्रतिभा बड़ी संख्या में माप की स्थितियों को एक मानक सामान के साथ संभाला जा सकता है • एक स्वचालित प्रणाली में आसान एकीकरण तो यह एक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर है तो आप मान सेट कर सकते हैं आप यहां विस्थापन भी देख सकते हैं तो आप यहां देख सकते हैं यह तीसरे दशमलव बिंदु को प्रदर्शित करता है चर्चा का अगला विषय वायवीय कंपैरेटर होने जा रहा है